असाइनमेंट 1 का हल समस्या संख्या 1 3 इस शिक्षण में मैं पहला असाइनमेंट कार्य हल करूंगा तो यह पहला असाइनमेंट है पहली समस्या कहती है कि यहां दो आवेश Q और Q केंद्र से एक दूरी पर x अक्ष पर है और हम एक तीसरा आवेश q y अक्ष पर y दूरी पर रखते हैं तथा हम आवेश q जो कि y अक्ष पर है उस पर बल की गणना करना चाहते हैं तो अब हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं इस आवेश q पर धनात्मक आवेश के कारण बल Q से q तक जाने वाली रेखा की दिशा में होगा जो कि लाल के द्वारा बताई गई है इसी प्रकार q पर Q के द्वारा बल q से Q तक जाने वाली रेखा की दिशा में होगा जो हरे के द्वारा बताई गई है और कुल बल इनका संयोजन या इन दोनों बलों का योग होगा मैं इन दोनों बलों को क्रमशः F1 और F2 कहता हूं और आप देख सकते हैं कि क्योंकि दूरियां इससे जुड़ी हुई हैं तो F1 और F2 का परिमाण बराबर होगा और इसलिए कुल बल यदि आप सदिश सम करते हैं तो बाई दिशा में होगा जो काले तीर के द्वारा बताई गई है यह कुल बल होगा तो हमने ज्यामितीय रूप से पहले ही यह अनुमान लगाया है कि बल F x के या ऋण आत्मक x दिशा के अनुपातिक होगा चलिए अब इसे गणितीय रूप से करते हैं याद करें कि जब हम कूलाम का नियम लिखते हैं तो दो आवेशों Q 1 और Q 2 के बीच बल कुछ नहीं बल्कि 140Q1Q2r3r सदिश है जहां यदि मैं Q 2 पर बल की गणना करता हूं तो यहां r12 होगा और यह Q 2 पर बल होगा यदि दो आवेश ऋण आत्मक हैं तब आप देख सकते हैं कि बल विपरीत दिशा में होगा चलिए अबF1की गणना करते हैं इसलिए F1140 Qqr3 होगा आवेशों के बीच की दूरी यहां से पीले भूरे के द्वारा बताई गई है यह यहां a2y2 है और इसलिए r3a2y232होगा और Q से q के लिए सदिश लाल से बताया गया है और यह सदिश y होगा और y इकाई दिशा ax दिशा में होगा यहां छोटे आवेश q पर धनात्मक आवेश Q के कारण बल F1 होगा इसी तरह में F2की गणना कर सकता हूं F2 होगा 140 Qqa2y232 यहां में परिमाण को बड़े Q q से लिखता हूंदूरियां वही है इसलिए पुनः a2y232लिखता हूं हालांकि बल हरे सदिश की दिशा में है जो कि q Q दिखाया गया है यह y बिंदु yj या yअक्ष के बिंदु को x अक्ष के बिंदु से घटाने पर है इसलिए यह ax yy होगा यह सदिश होगा जो कि q Q के लिए सदिश है इसलिए कुल बल इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कुल बल F होगा यह ध्यान दें कि जो पद y रखते हैं वह रद्द हो जाएंगे और मुझे 140 Qqa2y232 मिलेगा आप देख सकते हैं कि कुल बल x इकाई दिशा में है तो यह पहली समस्या पूरी हुई चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ आते हैं जिसमें 12 आवेश एक ही चिन्ह और परिमाण के दिए गए हैं जो एक गोले जिसकी त्रिज्या R है उस पर बराबर दूरी पर रखे गए हैं तो यदि मैं इस R त्रिज्या का गोला लेता हूं यहां 12 आवेश एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखे हुए हैं तो मैं इसे इस तरह बनाता हूं कि 1234567 कुछ यहां पर होंगे 89101112 यहां होंगे यह सभी 30 डिग्री द्वारा अलग किए गए हैं तीसरा वाला यहां होगा तो मुझे इसे साफ बनाने दे 4567 मैं इसे दोबारा बनाता हूं यदि मेरे पास यह गोला है मैं पहले आवेश 1 को 30 डिग्री पर रखकर शुरू करूंगा यहां एक और दूसरा आवेश 60 डिग्री पर है यहां एक और तीसरा और चौथा यहां पांचवा 120 पर छटा 150 पर 7वा 180 पर 8वां 210 पर 9वा 240 पर 10वां 270 पर 11वां 300 पर 12वां 330 पर इस तरह यहां 12 आवेश हैं ध्यान दें यहां हर एक धनात्मक आवेश के लिए एक विपरीत आवेश है यहां हर एक आवेश के लिए विपरीत तरफ एक आवेश है ताकि यदि मैं बल की तरफ देखता हूं जिसकी मुझे गणना करनी है तो यह xy तल है चलिए इसे x और y तल लिखते हैं मैं एक छोटे आवेश q जो कि z अक्ष पर रखा है उस पर बल की गणना करना चाहता हूं अब चलिए इस आवेश संख्या 1 और आवेश संख्या 7 पर मैं यह लाल गोला बनाता हूं आप ध्यान दें कि इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल इस तीर के द्वारा दिखाया गया है यह प्रतिकारक होगा और दूरी समान है चलिए दूरी लिखते हैं यह आवेश इस दूरी Q पर है Q R दूरी पर है यह ऊंचाई z है और इसलिए यह भी विकरणीय दूरी z2 R2है इसलिए यह दो बल जो लाल तीर के द्वारा दिखाए गए हैं वह समान परिमाण के होंगे इसलिए क्षैतिज घटक रद्द हो जाएंगे और इसलिए यह कुल बल है मुझे इसे हटाने दे यदि मैं सदिश का योग z दिशा में लेता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं तो ज्यामितीय रूप से कुल बल मैंने z दिशा में लिया है मैं यह करूंगा कि मैं प्रत्येक बल जो कि प्रत्येक आवेश Q के कारण आता है उसके z घटक की गणना करूंगा और उन्हें जोड़ दूंगा तो अब क्योंकि एक आवेश के कारण बल 140Qqz2R2है जो कि लाल तीर के द्वारा दिखाया गया है और इसका ऊर्ध्वाधर घटक zz2R2है जो कि 140Qqzz2R232के बराबर है और क्योंकि मैं 12 आवेशों के लिए बल की गणना कर रहा हूं इसलिए कुल बल F इसका 12 गुना अधिक होगा इसलिए यह 14012Qqzz2R232 होगा ध्यान दें कि जब z0 की तरफ जाता है अर्थात यदि मैं इस आवेश Q को केंद्र पर रखता हूं इसे मैं बड़े लाल गोले के द्वारा दिखा रहा हूं तब विपरीत तरफ के बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और कुल बल 0 होगा जो वास्तव में उत्तर है क्योंकि Q के सारे क्षैतिज घटक रद्द हो जाते हैं क्योंकि वे जोड़े में आते हैं समस्या संख्या 3 एक R त्रिज्या की पतली डिस्क xy तल के केंद्र मूल पर रखी गई है तो हम R त्रिज्या की एक पतली डिस्क केंद्र बिंदु पर ले रहे हैं यह xy तल है इसलिए मैं इसे x तल और y तल बनाता हूं और यह z अक्ष है इस डिस्क पर एक सतह आवेश होता है 0r इसलिए यदि मैं r और के बीच ग्राफ बनाऊं यह क्या कहता है कि यह 0r होता है ताकि जब r0 होगा यह अनंत होगा और तब यह 1R से घटता है और rR पर यह 0R हो जाएगा इसलिए आप जैसे जैसे आगे बाहर जाते हैं आवेश घनत्व घटता जाता है हालांकि कुल आवेश सीमित होगा और यह आप आसानी से देख सकते हैं कुल आवेश होगा मान लीजिए मैं यह डिस्क लेता हूं इस तरफ में थोड़ा बाद में बल की गणना करूंगा और मैं यहां एक छोटा गोला लेता हूं जिसे मैंने इस छोटे लाल गोले जिसकी त्रिज्या r और मोटाई dr है उससे बताया है जब गोले का क्षेत्र 2rdr है और यह dq2rdr क्षेत्र गुना सतह आवेश घनत्व0r आवेश ले जाता है जो 20dr के बराबर है इसलिए इसके द्वारा ले जाया जाने वाला कुल आवेश 20 0Rdr 20r के बराबर आता है यहां 0 चर है हालांकि r0 पर आवेश घनत्व विस्फोटक होता है आवेश तब भी सीमित रहता है क्योंकि यह विशेष रूप से इस पर निर्भर करता है अब हम क्या समस्या जानना चाहते हैं कि यदि एक बिंदु आवेश q एक गोले के अक्ष पर z ऊंचाई पर रखा हुआ है तो हम यहां क्या कर रहे हैं हम एक छोटा या कम आवेश q यहां z अक्ष पर रख रहे हैं जिसे सबसे ऊपर वाले चित्र में काले रंग के द्वारा बताया गया है इस पर बल क्या होगा इस पर बल होगा पुनः यदि मैं एक छोटा गोला लेता हूं जैसा कि मैंने कुल आवेश की गणना के लिए किया था यदि मैं एक त्रिज्या r और मोटाई dr का एक छोटा गोला लेता हूं और इस छोटे आवेश q पर इसके कारण बल की गणना करता हूं पुनः ध्यान दें कि एक तरफ के प्रत्येक आवेश के लिए एक तरफ के छोटे आवेश के लिए दूसरी तरफ एक समान आवेश है और इसलिए यह आवेश जोड़ें में आते हैं और यदि मैं यहां q पर कुल बल की गणना करता हूं तो यह इस तरह हरे तीरों के द्वारा दिखाया गया है और उनके क्षैतिज घटक रद्द हो जाएंगे आप इसे सदिश की सहायता से भी कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं यदि मैं एक छोटा या कम आवेश लेता हूं चलिए इसे x अक्ष पर लेते हैं और यह आवेश मान लेते हैं dq तब इस dq के कारण लगने वाला dF बल 140qr2z2होगा यहां यह सदिश होगा और जहां आवेश dq z z कैप xxकैप दिशा में जा रहा है यहां यह x का मान r है इसी तरह का बल आवेश के कारण दूसरी तरफ भी मौजूद होगा और वह बल 140qr2z232 होगा माफ कीजिएगा यह r होना चाहिए और क्योंकि यहां हम सबसे ऊपर सदिश ले रहे हैं तो यह 32 होना चाहिए यहां भी यह 32 है zzसदिश क्योंकि आवेश की स्थिति बाई तरफ है इसलिए यह rx होगा अब यह rx हो जाएगा यदि आप इन दोनों का योग कर देते हैं तो आप देखते हैं कि x के घटक रद्द हो जाएंगे मैं आपको यह अलग अलग रंग के द्वारा दिखाता हूं एक्स के घटक रद्द हो गए इसलिए कुल घटक z है तो मैं अब z के घटक की गणना करने जा रहा हूं और z का घटक क्या है यदि आप इन दोनों आवेशों को जोड़ते हैं तो यह 140qr2z232 z z दिशा में आता है जो कि दो में से एक आवेश हैं इसलिए 2 से गुणा किया तो हम यह देखते हैं कि केवल z के घटक का योगदान है इसलिए यदि मैं प्रत्येक छोटे dq आवेश के लिए z घटक का भाग लेता हूं और इसका समाकलन करता हूं तो मुझे इस गोले के कारण लगने वाला कुल बल मिलेगा और अब आप आसानी से देख सकते हैं कि यह 140q का समाकलन अर्थात इस पूरे गोले के ऊपर आवेश होगा 20dr मैं इसे यहां से ले रहा हूं जिसकी मैंने पहले गणना कर ली है r2z232 z दिशा में यह इस गोले जिसकी त्रिज्या r है उसके कारण लगने वाला बल है इसलिए कुल बल इसका r0 से rR का समाकलन होगा और इसलिए कुल बल Fq40 तब मेरे पास होगा चलिए देखते हैं मेरे पास क्या है मेरे पास है0R 20dr zz2r232 यह आता है 020क्योंकि यह 2 रद्द हो जाता है यह आपको देता है 0R 20 zdrz2r232यहां r z tan लेते हैं और इसलिए कुल बल का परिमाण 0z200tan 1RZ dr होगा z sec2 dz3sec2होगा यहां drsec2 dz3 हो जाएगा हमें यह मिलता है कि हम z को रद्द करते हैं आपको 1z मिलता है और इसलिए यह बनता है 0201zयह मुझे देता है cos sin बदलता है 0 से tan 1RZ जो कि 020zRR2z2के बराबर होगा अगले शिक्षण में हम अगली समस्याओं को हल करेंगे जो है समस्या संख्या 4 से 9